इस पाठ में हम एक अन्य उदाहरण सर्किट को देखते है जो ऑप एम्प का उपयोग करके एक नेगेटिव रेसिस्टेंस को संश्लेषित करना है मैं कहूंगी मिलर इफ़ेक्ट का उपयोग कर नेगेटिव रेसिस्टेंस मैं समझाऊंगी कि वह क्या है आइए हम एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर पर विचार करें यदि इनपुट Vi है तो आउटपुट K Vi होगा इस रेसिस्टेंस अनुपात के कारण यानी यह 1ऊपरी रेसिस्टेंस निचला रेसिस्टेंस है अब निश्चित रूप से इस स्थिति में कोई भी करंट ऑप एम्प में प्रवाहित नहीं होता है तो इस सर्किट का इनपुट रेसिस्टेंस अनंत है मैं यहां वोल्टेज स्रोत को स्पष्ट रूप से दिखाती हूं और हम कहते है कि मैं इनपुट और आउटपुट के बीच एक रेसिस्टेंस Rx को जोड़ती हूं फिर मैं सर्किट के इस हिस्से के रेसिस्टेंस का मूल्यांकन करूंगी जो कि इन टर्मिनलों और ग्राउंड के बीच इस रेखा के दाईं ओर है और हम जानते है कि किसी भी लीनियर सर्किट के रेसिस्टेंस का मूल्यांकन कैसे किया जाता है हम एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करते है प्रवाहित हो रहे उस करंट का पता लगाते है और रेसिस्टेंस प्राप्त करने के लिए वोल्टेज को करंट से विभाजित करते है अब यहाँ एकमात्र करंट Rx से प्रवाहित हो रहा है यह नोड Vi पर है यह नोड k Vi पर है तो यह करंट Ix यह Rx है जो कि Vi×Rx है अब आप देख सकते है कि यह Ix वास्तव में ऋणात्मक होगा क्योंकि यह k 1 से बड़ा होगा हम मानेंगे कि k 1 से अधिक है क्योंकि हम गेन k का एम्पलीफायर बना रहे है k कम से कम 1 है और इस मामले में हम k को 1 से अधिक के लिए चुनेंगे ताकि यह एक धनात्मक संख्या हो तो इस दिशा में यह Ix वास्तव में ऋणात्मक होगा इसलिए इस दिशा में करंट Ix यह Vi Rx है जो कि ऋणात्मक चिह्न के साथ ViRx k 1 है तो यहाँ दिखने वाला रेसिस्टेंस Ri है जो Vi Ix है और यह Rxk 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है तो यह एक पॉजिटिव संख्या है और Rx निश्चित रूप से पॉजिटिव है यह एक भौतिक रेसिस्टर है इसलिए इस सर्किट का इनपुट रेसिस्टेंस नेगेटिव है इसलिए यदि आप एक नेगेटिव रेसिस्टेंस को संश्लेषित करना चाहते है तो हम इसे इस तरह से करते है यह गेन k का एक एम्पलीफायर है और मैं कुछ रेसिस्टेंस Rx जोड़ती हूं फिर इस बिंदु और ग्राउंड के बीच मुझे एक रेसिस्टेंस दिखाई देता है जो Rxk 1 है और इस सर्किट में निश्चित रूप से k1 है अब यह काफी आसान है और यह एक विशिष्ट मामला है जिसे मिलर इफ़ेक्ट के रूप में जाना जाता है यदि आपके पास गेन k का एम्पलीफायर है तो मैं इस प्रतीक का उपयोग इस सर्किट के लिए करती हूं मान लें कि ग्राउंड रेफरेंस टर्मिनल है और यह Vi है यह V0 k Vi है तो यह गेन k का वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है इसलिए यदि यह Vi है तो यह k×Vi होगा यदि आप एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट के बीच एक रेसिस्टेंस Rx जोड़ते है तो मान लें कि यहां कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है जैसे कि यह एक ओपन सर्किट है वहां कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा Vi ×1 kRx होगी ठीक वैसा ही जैसा मैंने दूसरे सर्किट के लिए मूल्यांकन किया था यदि आप यहाँ Vi अप्लाई करते है तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा Vi×1 kRx है यह ओम लॉ से आता है तो यहाँ रेजिस्टेंस को देखते है जो कि ViIx है यह Ix पहले जैसा ही फॉर्मूला है यह Rxk 1 या Rx1 k है तो एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट के बीच एक रेजिस्टेंस को जोड़कर आपके पास एक इनपुट रेजिस्टेंस हो सकता है जो एम्पलीफायर के गेन पर निर्भर करता है और इसे सामान्य रूप से मिलर इफ़ेक्ट के रूप में जाना जाता है और गेन मूल्य के आधार पर कुछ संभावनाएं है यदि k 1 से अधिक है तो हम इनपुट पर नेगेटिव रेसिस्टेंस देखते है और यदि k 0 और 1 के बीच है तो हम पॉजिटिव रेसिस्टेंस देखते है जो Rx से अधिक है जो आपके सर्किट में मौजूद रेसिस्टेंस से अधिक है और यदि k0 अर्थात यदि k नेगेटिव है तो हमारे पास एक पॉजिटिव रेसिस्टेंस है जो Rx से छोटा है आप एक बड़े रेसिस्टेंस को एक नेगेटिव गेन एम्पलीफायर से जोड़कर एक छोटे रेसिस्टेंस की तरह बना सकते है इसे मिलर इफ़ेक्ट के रूप में जाना जाता है और यह कुछ सर्किटों में खुद को प्रकट करता है और इस तरह आप इनपुट रेसिस्टेंस की गणना करते है मुख्य बात यह है कि इनपुट रेसिस्टेंस एम्पलीफायर के गेन से निर्धारित होता है तो आप कई संभावनाओं के बारे में सोच सकते है जैसे कि यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तनीय गेन है तो आपके पास विद्युत रूप से परिवर्तनीय रेसिस्टेंस भी हो सकता है और निश्चित रूप से अतिरिक्त अनुप्रयोग है जो मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि नेगेटिव रेसिस्टेंस कैसे बनाया जाता है इसका उपयोग बहुत छोटे रेसिस्टेंस को साकार करने के लिए भी किया जा सकता है